इस सप्ताह के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है तो पिछले 2 लेक्चरों में हमने एक विशेष डिपेंडेंसी पार्सिंग जो एक ट्रांजिशन आधारित पार्सिंग विधि थी के बारे में चर्चा की थी और हमने चर्चा की थी कि कैसे हम पार्सिंग को एक विशेष समस्या के रूप में तैयार कर सकते हैं जहां हम एक प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ शुरू करते हैं और विभिन्न ट्रांजिशन का उपयोग करके एक कॉन्फ़िगरेशन से आगे बढ़ते हैं और हमने इन ट्रांजिशन को कुछ ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके बनाया या सीखा है जो हमारे पास पहले से था तो यह एक डेटा संचालित दृष्टिकोण था अब इस लेक्चर में हम यहां एक अन्य डेटा संचालित दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे तो पिछले लेक्चर से एक मुख्य अंतर यहां यह है कि हम डिपेंडेंसी ग्राफ पर उस प्रोजेक्टिविटी कंस्ट्रेंट को नहीं मानते हैं इसलिए अंतिम विधि में जिसे हमने कवर किया था हम यह मान रहे थे कि डिपेंडेंसी ग्राफ जो हम चाहते हैं उसे प्रक्षेपी होना चाहिए हालांकि बाद में कुछ भिन्नताएं प्रस्तावित हैं जहां इस कंस्ट्रेंट की आवश्यकता नहीं है यदि आप उन पर गौर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसलिए आज के लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उस पर आते हैं तो यह वह दृष्टिकोण है जहां हम मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री को खोजने की समस्या के रूप में डिपेंडेंसी पार्सिंग की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं अब मूल विचार क्या है इसलिए हम उस वाक्य से शुरू कर रहे हैं जो मुझे दिया गया है तो यह वह वाक्य है जिसके लिए मैं डिपेंडेंसी ग्राफ खोजना चाहता हूं और हम समस्या को कैसे बनाते हैं सबसे पहले वाक्य के बारे में नोड्स के एक सेट के रूप में सोचें ये शब्द हैं और मान लेते हैं कि सभी संभव नोड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम रूट नामक अतिरिक्त नोड भी शामिल करेंगे ताकि हम यह पता लगा सकें कि अब इस वाक्य का मुख्य प्रमुख क्या है एक बार जब हम सभी संभावित कनेक्शनों को संभालने के द्वारा शुरू करते हैं तो मेरी समस्या यह पता लगाना है कि इस सभी कनेक्शनों में से मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री क्या हैं जो मैं बना सकता हूं और यह मैं अपनी डिपेंडेंसी ग्राफ के अनुरूप करूंगा और वेट्स वगैरह जो इस ग्राफ़ के लिए परिभाषित करेगा कुछ ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके सीखा जाएगा जो मुझे उपलब्ध होगा तो यहाँ मुख्य विचार मुझे एक डिपेंडेंसी ग्राफ दिया गया है इसलिए मैं एक वाक्य के साथ शुरू करता हूं जॉन सॉ मैरी और मैं रूट की तरह एक अतिरिक्त नोड मान रहा हूं मान लें कि शुरू में सब कुछ जुड़ा हुआ है इसलिए रूट से सभी नोड के सभी संभावित कनेक्शन हैं और प्रत्येक नोड में एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग एज है जो हर दूसरे नोड के संबंध में है हम इन एज वेट को कैसे सीखते हैं यह एक ऐसी चीज है जिस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन मान लें कि वेट्स आपको पहले ही दे दिया गया है अब आपकी समस्या यह होगी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ से मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री क्या हैं और यह मान लें कि यह मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री है तो यह वह है जो मैं मानूंगा कि यह मेरी डिपेंडेंसी ग्राफ से मेल खाती है तो मेरी समस्या यहाँ से शुरू हो रही है ताकि मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री ही डिपेंडेंसी ग्राफ भी हो सके तो अब ग्राफ थ्योरी से कुछ सरल यादों के साथ शुरू करें कि एक मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री क्या हैं तो आप अब एक ग्राफ के साथ परिचित हैं इसलिए जब मैं ग्राफ कहता हूं तो यह V का एक सेट है जो वर्टिसीज का सेट है और A आर्क का सेट है इसलिए आर्क्स आम तौर पर ग्राफ में विभिन्न नोड्स को जोड़ते हैं तो आर्क i और j से कनेक्ट हो रहा है i और j दोनों सेट V में हैं अब अगर मैं बाईं ओर की आकृति की तरह अंडायरेक्टेड ग्राफ़ के बारे में बात करता हूं तो अगर मैं कहता हूं कि i और j आर्क्स के सेट में हैं तो j और i भी हैं आर्क्स के इस सेट में कोई दिशा निर्देश नहीं है लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है फिर अगर i और j आर्क्स के सेट में हैं तो j और i आर्क्स के सेट में नहीं हो सकते हैं यहाँ की तरह मेरा इस नोड से इस नोड तक कनेक्शन है लेकिन इस नोड से इस नोड तक कोई कनेक्शन नहीं है तो एक सरल ग्राफ क्या है और एक डायरेक्टेड ग्राफ क्या है डायरेक्टेड ग्राफ को डायग्राफ के रूप में भी लिखा जा सकता है अब हम यह भी देख सकते हैं कि मल्टी डायग्राफ क्या है एक मल्टी डायग्राफ वर्टिसीज के सेट के बीच क्या होगा यहां एक से अधिक संभव आर्क हो सकते हैं जैसे यहाँ आप इस नोड और इस नोड के बीच देख रहे हैं 3 अलग अलग आर्क हैं यही कारण है कि आपके पास एक अतिरिक्त सूचकांक होगा जो कह रहा है कि i j और k नोड्स i और j के बीच kth आर्क क्या है तो यह पिछले वाले के समान है सिवाय इसके कि 2 वर्टिसीज के बीच में आपके पास एक से अधिक आर्क हो सकते हैं अब एक बार जब हम जानते हैं कि मल्टी डायग्राफ क्या है तो आइए मैं इस धारणा को परिभाषित करता हूं कि मल्टी डायग्राफ के डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री क्या हैं इसलिए एक बार जब मैं मल्टी डाइग्राफ के साथ शुरू करता हूं जो नोड V का सेट है और एक उपग्राफ G प्राइम होता है जो कि कुछ V प्राइम होता है जिसे निम्नलिखित स्थितियों का पालन करने पर डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री कहा जाता है क्या शर्तें हैं डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री में नोड्स के सेट की संख्या मूल ग्राफ में नोड्स के सेट के समान होती है इसलिए मुझे मूल ग्राफ से सभी नोड्स लेने होंगे तो अब मैं एज के साथ क्या करूँ तो आर्क्स का सेट जो मैं G प्राइम में लेता हूं वह आर्क्स के मूल सेट का सबसेट है जहां शर्त यह है कि अब मेरे पास मौजूद एज की संख्या नोड्स माइनस 1 की संख्या के बराबर है और तीसरी शर्त है ग्राफ G प्राइम एक ट्री है इस ग्राफ में कोई साइकल नहीं है तो हम उदाहरण लेते हैं इसलिए मेरे पास 2 अलग अलग मल्टी डायग्राफ हैं जो पहले और दूसरे चित्र में दिए गए हैं और आपको इस मल्टी डायग्राफ के लिए एक डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री दिखाया जा रहा है तो आप यहाँ क्या देखते हैं तो इसमें उतने ही नोड्स हैं जितने मूल मल्टी डायग्राफ में थे और कनेक्शन की संख्या के बारे में क्या तो आप देखते हैं कि 1 2 3 4 और 5 कनेक्शन हैं और नोड्स की संख्या 1 2 3 4 5 6 हैं इसलिए कनेक्शन की संख्या बिल्कुल नोड्स माइनस 1 की संख्या है और आप इन नोड्स के बीच कोई भी संभव 5 कनेक्शन ले सकते हैं जहां कोई साइकल नहीं है और हम उसे एक डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री कहते हैं अब एक बार जब हमें पता चल गया कि डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री क्या है तो हम यह भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक वेटेड डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री क्या हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे सभी आर्क्स के साथ मेरे ग्राफ में मैं एक वेट भी जोड़ूंगा इसलिए प्रत्येक आर्क को अब कुछ संख्यात्मक मान द्वारा लेबल या वेटेड किया जाता है और यह मैं वर्टिसीज i और j के बीच आर्क wijk कहूंगा और kth आर्क के लिए वेट्स क्या होगा तो w ij में सुपरस्क्रिप्ट k एज i j k का वेट है अब मैं यह भी परिभाषित करूंगा कि मेरे डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री का वेट क्या है तो यह मेरे डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री के सभी एज के वेट्स के योग के बराबर होगा इसलिए मेरी मल्टी डायग्राफ से मुझे पता लगता है कि एक डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री की परिभाषा पहले से ही पिछली स्लाइड में कवर की गई थी अब मैं जो भी एज को प्राप्त कर रहा हूं उनमें से प्रत्येक के लिए वेट्स का पता लगाऊंगा और उन पर योग करूंगा और यह मेरे डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री के वेट को परिभाषित करेगा अब यहां पर विचार यह है कि एक दिए गए मल्टी डायग्राफ से दिए गए शुरुआत से आप कई अलग अलग डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री प्राप्त कर सकते हैं तो आपकी समस्या यह पता लगाना है कि इनमें से किसका अधिकतम वेट है तो अब मैं वेटेड स्पैनिंग ट्री की इस अवधारणा से यह भी परिभाषित करता हूं कि डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री का वेट क्या है इसलिए अब सभी संभावनाओं के बीच मुझे पता चलेगा कि अधिकतम वेट किसके पास है तो यह ग्राफ G से शुरू हो रहा है बता दें कि T G उन सभी संभावित स्पैनिंग ट्री का समूह है जो मुझे प्राप्त हो सकते हैं तो जैसे यह एक उदाहरण है यह मल्टी डायग्राफ दिया गया है और ये 4 संभावित स्पैनिंग ट्री हैं इसलिए ये सभी डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री हैं अब मुझे यह पता लगाना है कि इनमें से किसका अधिकतम वेट है तो यह मेरी MST समस्या है ग्राफ G के स्पैनिंग ट्री G प्राइम का पता लगाना जिसमें अधिकतम वेट होता है और वेट उस ग्राफ के सभी एज के वेट्स पर योग के रूप में लिखा जाता है इसलिए मुझे उस ग्राफ के सभी एज का पता लगाना है उन वेट्स का योग करना है और इससे मुझे अंतिम ग्राफ का वेट मिलेगा तो अब मेरी समस्या है कि मेरे वाक्य से जब भी मैं एक मल्टी डायग्राफ का निर्माण करता हूं जो सभी संभव कनेक्शन हैं तो डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री का एक तय सेट संभव है अब उनमें से जो सबसे अधिक वेट वाले हैं और वह है जो मैं अपनी डिपेंडेंसी ग्राफ के रूप में कहूंगा तो अब कई प्रश्न हैं जैसे मैं एक वाक्य को प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे परिवर्तित करूँ पिछली पद्धति में हमने जो किया था उसके अनुरूप फिर यहां महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हम अपने एज के वेट्स को कैसे परिभाषित करें और एक बार जब मैं वेट्स को परिभाषित करता हूं तो मैं मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री को कैसे चुनूं तो ये 3 अलग अलग समस्याएं हैं और फिर यही है कि हम इस लेक्चर में और अगले भाग में अध्ययन करेंगे तो अब इस वाक्य के लिए मैं मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री को कैसे ढूँढूं तो हम देखते हैं कि यह पहली समस्या है कि मैं वाक्य को प्रारंभिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे परिवर्तित करूं जहां से मैं शुरू कर सकता हूं तो वह क्या है प्रत्येक वाक्य x के लिए आप डायरेक्टेड ग्राफ Gx को Vx Ex के रूप में परिभाषित करते हैं जो Vx द्वारा दिया गया है और इसमें रूट जैसे अतिरिक्त लोड और मेरे वाक्य x में होने वाले सभी शब्द हैं और मेरे एज क्या हैं मेरे पास सभी संभावित एज हैं केवल उसी नोड को छोड़कर मेरे पास नोड से स्वयं के लिए कोई सेल्फ एज नहीं है लेकिन मेरे पास हर नोड से लेकर हर दूसरे नोड तक के एज हैं सिवाय इसके कि रूट नोड शब्द के पास कोई इनकमिंग एज नहीं होगा इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि एज नोड 0 से n से 1 तक है n 0 रूट नोड को निरूपित करता है रूट से केवल आउटगोइंग एज होते हैं और हर दूसरे नोड के लिए उनके पास इनकमिंग एज और आउटगोइंग दोनों एज होते हैं तो यह मेरा Gx एक ग्राफ है जहाँ वाक्य शब्द और डमी रूट सिंबल वर्टिसीज हैं यह मेरा वर्टिसीज का सेट है और हर अलग शब्द जोड़ी के बीच एक डायरेक्टेड एज है हाँ जो हमने यहाँ देखा है और रूट सिंबल से हर शब्द के लिए 0 से 1 से n तक एक डायरेक्टेड एज है यह मेरा प्रारंभिक ग्राफ है तो अब एक वाक्य से मैं इस प्रारंभिक ग्राफ का निर्माण कर सकता हूं और मान लें कि मेरे पास यह पता लगाने की कुछ विधि है कि मेरे एजेज का वेट्स क्या है हम इस समस्या पर अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे कि मैं वेट्स कैसे ढूँढता हूँ लेकिन अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास मेरे एजेज के वेट्स को खोजने की कोई विधि है इसलिए मुझे एक मल्टी डायग्राफ प्राप्त होता है अब मेरी समस्या यह है कि मैं उस मल्टी डायग्राफ का MST कैसे ढूंढूं और इसके लिए हम एक बहुत प्रसिद्ध एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हैं जिसे चू लियू एडमंड्स एल्गोरिथ्म कहा जाता है और यह बहुत ही सरल एल्गोरिथम है तो आइए देखें कि यह एल्गोरिथम क्या करता है तो बहुत सरल कदम ग्राफ में प्रत्येक वर्टेक्स लालच से उच्चतम वेट्स के साथ इनकमिंग एज का चयन करता है इसलिए ग्राफ में प्रत्येक वर्टेक्स के लिए मेरे पास प्रत्येक दूसरे नोड से इनकमिंग एजेज हैं तो हम पहले में क्या करेंगे मैं पहले चरण में क्या करूंगा प्रत्येक नोड के लिए मैं उच्चतम वेट्स के साथ इनकमिंग एज का चयन करूंगा इसलिए अब मैं अब केवल उन एजेज पर विचार करूंगा जिन्हें चुना गया है मैं देखूंगा कि जो भी ग्राफ निकलता है वह ट्री है या नहीं यदि यह एक ट्री है तो इसे मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक नोड अधिकतम इनकमिंग एज से संबंधित है अब समस्या यह है कि जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं अगर वह ट्री नहीं है अगर यह ट्री नहीं है इसका मतलब है वहां एक साइकल होना चाहिए अब यदि यह एक साइकल है तो एक कदम है जो कहता है कि आप साइकल में शामिल होने वाले वर्टिसीज को एक ही वर्टेक्स में अनुबंधित करते हैं अब उन सभी के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग एजेज को पुनर्गठित करें इस नए वर्टेक्स के लिए जो मैंने निर्माण किया है एल्गोरिथ्म को फिर से पुन कनेक्ट करें जो प्रत्येक वर्टेक्स के लिए फिर से उच्चतम इनकमिंग एज वाला एज का चयन करें फिर से देखें कि आपके पास जो कुछ भी है वह एक ट्री है या नहीं यदि यह एक ट्री है तो आप रुक जाएं अन्यथा आप जारी रखें और आप देख सकते हैं कि आप किसी बिंदु पर अभिसरण करेंगे क्योंकि हर कदम पर मैं या तो एक मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री को खोज रहा हूं तो मेरा मतलब है रुकना या मैं एक साइकल ढूंढ रहा हूं अगर मुझे एक साइकल मिल रहा है तो मैं वर्टिसीज को अनुबंधित करूँगा इसका मतलब है कि यह मेरे ट्री में लगने वाले वर्टिसीज को कम करेगा तो कुछ बिंदु पर मेरे पास केवल एक वर्टेक्स होगा तो यह बिंदु है जहां मुझे वैसे भी रुकना होगा तो यह अभिसरण होगा तो अब यहाँ फिर से कई सवाल हैं जैसे मैं इनकमिंग आर्क्स और आउटगोइंग आर्क्स के लिए वेट की गणना कैसे करता हूं तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं इसलिए मैं वही वाक्य लेता हूं जिस पर हमने पिछली पद्धति में भी चर्चा की थी साधारण वाक्य जॉन सॉ मैरी और मुझे यह भी पता है कि मुझे क्या डिपेंडेंसी ग्राफ प्राप्त करना है अब मैं एडमंड्स एल्गोरिथ्म कैसे शुरू करूँ तो आइए हम पहली बात देखते हैं क्या मैं इन 3 शब्दों को अपने नोड्स के रूप में प्लस रूट को एक अतिरिक्त नोड के रूप में लेने से शुरू करूंगा तो यहाँ हमारे पास रूट जॉन सॉ और मैरी 4 अलग अलग नोड्स हैं आगे आप ग्राफ में हर 2 नोड्स के बीच एक एज बनाते हैं तो रूट से आपके पास केवल आउटगोइंग एज होंगे रूट से आपके पास एक एज सॉ को जॉन को और मैरी को है और हर दूसरे शब्दों के जोड़े के लिए आपके पास एक इनकमिंग और आउटगोइंग एजेज हैं तो सॉ से मैरी तक और मैरी सॉ तक सॉ से जॉन जॉन से सॉ और आदि और कुछ एज वेट्स हैं और हम अभी परेशान नहीं हो रहे हैं कि हम इन एज वेट्स को कैसे हासिल करते हैं तो हम देखते हैं कि मुझे यह वाक्य दिया गया है मेरे पास एज वेट्स का पता लगाने का कोई तरीका है और मैं इस प्रारंभिक मल्टी डायग्राफ का निर्माण करता हूं अब एक बार मेरे पास यह डायग्राफ है तो मेरे एल्गोरिथ्म का अगला चरण क्या है अगला या बहुत पहला चरण कहता है कि ग्राफ़ में प्रत्येक नोड अधिकतम के साथ एज को चुनता है तो सरल अधिकतम वेट्स के साथ इनकमिंग एज को चुनिए तो यहाँ केवल 3 नोड्स हैं जो इनकमिंग एज वाले हैं तो आइए देखते हैं कि मैं कौन सा एज चुनूंगा तो सॉ के पास इनकमिंग एज के वेट 10 20 और 0 है इसलिए इसे वेट 20 वाला चुनना होगा इसी तरह जॉन के पास इनकमिंग एज के वेट 9 30 और 11 है इसलिए यह वेट 30 वाला चुनेगा और मैरी के पास 30 9 और 3 इसलिए यह 30 का चयन करेगा और फिर मैं अन्य सभी एजेज को हटा दूंगा इसलिए मेरे पास मेरे ग्राफ़ में केवल 3 एजेज होंगे क्या यह मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री या डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री के लिए क्वालीफायर है यह पहले ट्री की पहली 2 स्थितियों को संतुष्ट करता है नोड्स की संख्या मूल ग्राफ के समान होगी और एजेज की संख्या ग्राफ में मूल नोड्स की संख्या से एक कम होगी तो मेरे पास अब 3 एजेज होंगे प्रत्येक नोड के लिए एक इनकमिंग एज के रूप में लेकिन उस स्थिति में कोई भी साइकल नहीं होना चाहिए तो आइए देखते हैं कि क्या हमें एक साइकल मिलता है या क्या हमें एक ट्री मिलता है इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा चूँकि सॉ इस एज का चयन करता है जॉन इस एज का चयन करता है और मैरी इस एज का चयन करती है तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं क्या वहाँ एक साइकल है इसलिए मैं यहां एक साइकल पाता हूं जॉन से सॉ तक और सॉ से जॉन तक तो इसका मतलब है इसलिए मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ है मुझे अब अपना एल्गोरिथ्म जारी रखना होगा तो अगला कदम क्या था जब भी मुझे कोई साइकल मिलता है मैं अनुबंध करता हूं जिससे मैं एक ही वर्टेक्स बनाता हूं तो अब मेरे पास एक रूट नोड है फिर जॉन सॉ मैरी तो मैंने अब तक क्या पाया है 20 30 30 यह एक ट्री नहीं है यह एक साइकल है तो अगला कदम क्या है मैं वो ले लूंगा मैं इसे एक ही वर्टेक्स में अनुबंधित करूंगा तो एक शब्द j और s है चलिए हम इसे wjs कहते हैं अब यह एक एकल वर्टेक्स है और मुझे अपने एल्गोरिथ्म को दोहराना होगा एल्गोरिथ्म को दोहराने के लिए मुझे इस वर्टेक्स या इस नए वर्टेक्स w j s पर सभी नोड्स से इनकमिंग और आउटगोइंग एजेज क्या हैं यह पता होना चाहिए तो अब 2 नोड्स हैं रूट और मैरी तो रूट से इसमें एक इनकमिंग एज होगा मैरी से इसमें एक इनकमिंग एज के साथ ही आउटगोइंग एज होगा तो सवाल यह है कि मैं इस वर्टेक्स से इनकमिंग और आउटगोइंग वेट्स की गणना कैसे करूं और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत अलग उपकरण हैं मैं आउटगोइंग एज वेट्स की गणना कैसे करूं और मैं इनकमिंग एज वेट्स की गणना कैसे करूं तो आइए देखते हैं कि मुझे कितनी गणना करनी है मुझे इस वेट 1 की गणना करनी है मुझे गणना करनी है तो अब हम इस एज के बारे में भूल गए मुझे वेट 2 की गणना करनी है और मुझे वेट 3 की गणना करनी है और रूट से मैरी को पहले से ही है यह नहीं बदलेगा हाँ तो मेरे पास अब केवल 1 2 3 एजेज 3 वर्टिसीज हैं और मुझे इन एज वेट्स की गणना करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ तो अगर ट्री नहीं है तो आपको साइकल की पहचान करनी होगी और अनुबंध करना होगा और आपको साइकल से अंदर और बाहर आर्क के वेट्स को फिर से समझना होगा और ऐसा करने के लिए एल्गोरिथ्म क्या है इसलिए एल्गोरिथ्म आउटगोइंग आर्क वेट के लिए है आप वह आर्क वेट लेते हैं जो साइकल में सभी वर्टिसीज पर आउटगोइंग आर्क्स के अधिकतम के बराबर हैं इससे मेरा क्या मतलब है तो यहाँ मेरा अनुबंधित वर्टेक्स जॉन है और सॉ इस वर्टेक्स से मैरी को मैं आउटगोइंग आर्क वेट की गणना करना चाहता हूं हाँ तो यह जॉन से मैरी तक और सॉ से मैरी तक जाने वाले आउटगोइंग आर्क्स के अधिकतम के बराबर होगा इनमें से कौन सा मुझे अधिकतम देता है वही अंतिम वेट होगा तो यहाँ देखते हैं जॉन से मैरी तक और सॉ से मैरी तक इसलिए जॉन से मैरी का वेट 3 है और सॉ से मैरी का वेट 30 है इसलिए इनमें सबसे अधिक 30 है इसलिए मैं 30 के साथ को चुनूंगा और यह अंतिम ग्राफ है जिसे दिखाया जा रहा है तो इस वर्टेक्स से मैरी के लिए आउटगोइंग एज का वेट 30 होगा और इस अनुबंधित वर्टेक्स के लिए यह एकमात्र आउटगोइंग एज है ठीक है अब मैं इनकमिंग आर्क्स के लिए वेट कैसे पता करूं तो इनकमिंग आर्क्स रूट से और साथ ही मैरी से हैं हाँ इसलिए इनकमिंग आर्क से एल्गोरिथ्म अलग है मैं अब नहीं चुनता हूं इसलिए मुझे रूट से इस वर्टेक्स तक का पता लगाना होगा इसलिए मैं सीधे वही नहीं चुनता हूं जो अधिकतम हो तो मैं क्या करूं मुझे ट्री के अंदर के एजेज पर भी विचार करना होगा तो मैं क्या करूंगा मैं इनकमिंग आर्क वेट्स को सबसे अच्छे स्पैनिंग ट्री के वेट्स के बराबर ले जाऊंगा जिसमें इनकमिंग आर्क का हेड और मेरे साइकल में सभी नोड्स शामिल हैं तो इससे मेरा क्या मतलब है तो चलिए हम रूट से लेते हैं इनकमिंग आर्क वेट्स को परिभाषित करने के 2 अलग अलग तरीके हैं या तो रूट से सॉ को और सॉ से जॉन को जाना चाहिए या रूट से जॉन को जॉन से सॉ को ये 2 संभावित ट्री हैं तो मैं क्या करूंगा मैं दोनों ट्री के लिए वेट का पता लगाऊंगा और वह लूंगा जिसका सबसे अधिक वेट है तो आइए हम कहते हैं कि रूट से सॉ को सॉ से जॉन को यह 10 प्लस 30 40 है रूट से जॉन को जॉन से सॉ को यह 9 प्लस 20 29 है इसलिए मैं 40 के रूप में वेट लूंगा और यह रूट से सॉ तक का एज वेट है यह 40 का वेट है अब क्या आप फिर से मैरी से इस वर्टेक्स पर वेट की गणना कर सकते हैं मैं 2 अलग अलग तरीके देखूंगा मैरी से सॉ को सॉ से जॉन को तो यह 0 प्लस 30 है यह 30 चुनें दूसरा मैरी से जॉन को जॉन से सॉ को और वह 11 और 20 31 है इसलिए मेरे पास 2 तरीके हैं 30 और 31 इसलिए मैं 31 को चुनूंगा इसलिए यह मैरी से जॉन को जॉन से सॉ को शुरू हो रहा है इसलिए अब एक बार जब मैंने इन सभी वेट्स की गणना कर ली है तो मुझे अब नया ट्री मिला है जिस पर मुझे अपने एल्गोरिथ्म की गणना करनी है तो यहाँ आपने क्या पाया यह वेट 40 के बराबर है यह वेट 30 है और यह वेट हमने 31 के रूप में पाया और यह पहला संदर्भ समय 2338 तो अब एक बार जब मैंने इन वेट्स को पा लिया तो अगला कदम क्या है मुझे यह देखना होगा कि क्या अब प्रत्येक वर्टेक्स सबसे अधिक वेट वाला इनकमिंग आर्क का चयन करता है हम एक ट्री प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं इस वर्टेक्स के लिए इनकमिंग आर्क 40 और 31 हैं इसलिए इस वर्टेक्स के लिए इस आर्क का चयन करेगा 9 और 30 इस आर्क का चयन करेगा तो क्या है मेरा क्या ग्राफ है जो मैं देख रहा हूं इसलिए मुझे केवल इसके एजेज को इससे रंगने दीजिए तो एक एज यहाँ है और दूसरा एज यहाँ है हाँ तो आप क्या देखते हैं क्या यह एक ट्री है यह एक ट्री है और यह डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री है तो क्या मैंने कर लिया है इसलिए एक तरह से मैंने कर लिया है क्योंकि कोई साइकल नहीं है इसलिए मुझे अपने एल्गोरिथ्म को दोहराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरे पास अभी भी ऑप्टिमल डिपेंडेंसी ग्राफ नहीं है क्योंकि मैं अब रूट से इस अनुबंधित वर्टेक्स पर एक एज के साथ फंस गया हूं और मुझे नहीं पता कि अंदर क्या होता है और मुझे पता है कि इस अनुबंधित वर्टेक्स से मैरी के लिए एक आउटगोइंग एज है फिर मैं जानना चाहता हूं कि अंदर क्या हुआ तो मैं अपने पूर्ण ग्राफ़ का निर्माण कैसे करूं और इसके लिए आपको इस अनुबंधित वर्टेक्स के लिए इन कनेक्शनों का निर्माण वास्तव में कैसे करना है इस पर जाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे तो रूट से जॉन और सॉ के लिए इनकमिंग एज और जॉन से सॉ से मैरी को आउटगोइंग एज तो आइए देखें कि हमने आउटगोइंग एज की गणना कैसे की हमने कहा कि आउटगोइंग एज दोनों आउटगोइंग एजेज की अधिकतम होनी चाहिए इसलिए जॉन से मैरी को और सॉ से सॉ से मैरी को और ये कहां से आए यह सॉ से आया है तो मैं अब यहाँ देखूंगा यह एज सॉ से मैरी को इसे 30 लिखा जा सकता है इसलिए यह हो गया है तो यह आउटगोइंग एज सॉ से है जॉन से नहीं है इस तरीके से हमने इसका पता लगाया अब यह इनकमिंग एज के बारे में है यह एक इनकमिंग एज है यह सॉ से फिर जॉन या जॉन फिर सॉ हमारे एल्गोरिथ्म में यह कहां से आया है 40 इसलिए यह रूट से सॉ को आया और सॉ से जॉन को हां इसलिए मुझे अब रूट से सॉ को सॉ से जॉन को बनाना है इसलिए रूट से सॉ को और सॉ से जॉन को यह 10 था और यह 30 था और यह मेरा अंतिम MST है जो मेरा डिपेंडेंसी ग्राफ है तो यह एल्गोरिथम है तो आइए हम यहां फिर से देखें तो आप इस कदम पर हैं जहां आपके पास यह अनुबंधित वर्टेक्स है और आपको प्रत्येक वर्टेक्स के लिए अधिकतम इनकमिंग एज का पता चला है और आप एक ट्री प्राप्त करते हैं तो अब आपको अपने रिकरसिव कॉल के बाद वापस जाना होगा और हम मूल ग्राफ का निर्माण करेंगे और वहां आपको यह पता लगाना होगा कि यह आउटगोइंग एज कहां से आ रही है क्या यह सॉ से या जॉन से आ रही है और आपने पाया कि यह सॉ से आ रही है इनकमिंग एज क्या यह इस ट्री के लिए आ रही है या यह रूट से सॉ को सॉ से जॉन को या रूट से जॉन जॉन से सॉ को और आप फिर से पता लगा सकते हैं कि आपको यह 40 कहां मिला यह रूट से सॉ को सॉ से जॉन को मिला था तो हाँ wjs से मैरी के लिए एज सॉ से था तो हम रूट से w j s तक उस एज का निर्माण करते हैं रूट से सॉ को सॉ से जॉन को एक ट्री दर्शाता है और यह आपका डिपेंडेंसी ग्राफ है तो अब आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है कि मेरे एल्गोरिथ्म में मेरे पास इनकमिंग आर्क वेट्स और आउटगोइंग आर्क वेट्स की गणना करने के अलग अलग तरीके हैं जो समान नहीं हैं इसलिए हमें उनके अलग होने की जरूरत है ताकि हम ट्री के अंदर कनेक्शन के लिए वेट का भी हिसाब कर सकें लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं इसे उल्टा कर सकता हूं क्या मैं यह कह सकता हूं कि आउटगोइंग वेट डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री का अधिकतम होना चाहिए और इनकमिंग वेट सभी संभव इनकमिंग वेट्स के बीच अधिकतम होना चाहिए इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में सोचें लेकिन मैं आपको बुनियादी अंतर्ज्ञान दे सकता हूं कि ऐसा क्यों है तो हम देखते हैं तो मान लें कि मेरे पास एक अनुबंधित वर्टेक्स है जिसमें नोड्स शब्द 1 और शब्द 2 है तो हम अभी क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि आउटगोइंग वेट एक वर्टेक्स का अधिकतम है जैसे w 3 यह इन 2 का अधिकतम है इसलिए हम यहां अधिकतम लेंगे मान लीजिए कि एक और शब्द है x w 4 मैं वही करूंगा जो यहां से आउटगोइंग वेट w4 है यह इन 2 का अधिकतम है अब जब मैंने यहां अधिकतम लिया है और मैं अपने कॉल और सब कुछ के साथ पूरा कर चुका हूं तो प्रत्येक वर्टेक्स केवल एक इनकमिंग एज के वेट का चयन करेगा तो w 3 इस में से किसी एक को चुनेगा यह या यह w4 या तो इसको चुनेगा या इसको या कुछ और तो इसका मतलब है मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पता करूंगा कि क्या कोई कनेक्शन है यह w 2 से w 3 को या w 1 से w 3 को या कोई कनेक्शन नहीं है और जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता है अगर मैं कहता हूं कि w1 से मेरा अंत लगता है तो मुझे इस तरह की स्थिति का पता चलता है जो कि w 1 से है दोनों कनेक्शन हैं वहां यह मान्य है क्योंकि एक एकल नोड से आपके पास 2 अलग अलग आउटगोइंग एजेज हो सकते हैं यह ठीक है या यदि w 1 और w 2 भी है तो किसी भी स्थिति में एक नोड को 2 इनकमिंग एजेज नहीं होंगे यह एल्गोरिथम द्वारा अनुमति नहीं है अब मान लीजिए कि मैं अपना एल्गोरिथ्म बदल देता हूं और कहता हूं कि आउटगोइंग एज डायरेक्टेड स्पैनिंग ट्री से आ रही है तो यही वह स्थिति होगी जहां मुझे देखना होगा तो यह एज w 1 से w 2 से w 3 तक में अधिकतम होगा और दूसरी वह है जो w 2 से w 1 से w 3 है हां इसी तरह यह w 2 से w 1 से w 4 और w 1 से w 2 से w 4 तक में अधिकतम होगा अब आपके अंतिम ट्री में ऐसा क्या हो सकता है कि आप इस एज को हां और इस एज का पता लगा लेंगे अब आपको वापस जाना होगा और अपने ट्री का निर्माण करना होगा तो आप वहां क्या देखेंगे आप देखेंगे कि यह एज इस कनेक्शन का अनुसरण करके आ रहा है और यह इस कनेक्शन का अनुसरण करके आ रहा है तो आप कहेंगे कि अंदर कोई साइकल है और यह फिर से समाप्त नहीं होगा आप यह भी देखने की कोशिश कर सकते हैं कि मामले में क्या होगा तो यह केवल आउटगोइंग एजेज के लिए है तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा मामला हो सकता है जहाँ आप एक साइकल का पता लगा सकते हैं या यह कहने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि इन 2 में से कौन सा सही संकेत एजेज के बीच है तो यह मामला हो सकता है कि यह कभी भी उस तरीके से उत्पन्न नहीं होगा जिस तरह से हमने एल्गोरिथ्म को परिभाषित किया है इसी तरह आप इनकमिंग एजेज के लिए कोशिश कर सकते हैं क्या आप उस स्थिति के साथ समाप्त होंगे जहां आप या तो डिपेंडेंसी ग्राफ के कुछ सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं या जहां आपको साइकल मिल रहा है और आप अभिसरण नहीं कर पा रहे हैं यह कुछ ऐसा है जो मैं कहूंगा कि आप दोनों मामलों को लेने की कोशिश करें और देखें कि क्या आप पता लगा सकते हैं कि एल्गोरिथ्म इनकमिंग और आउटगोइंग एज के वेट्स को खोजने के लिए इस तरह से क्यों आगे बढ़ता है इसलिए हम चू लियू एडमंड्स के इस एल्गोरिथ्म पर चर्चा करते हैं और हम इसका उपयोग मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री को खोजने के लिए कैसे करते हैं तो हमने जो कवर नहीं किया वह है कि हम किस प्रकार एज वेट्स पाते हैं और यह वह जगह है जहां लर्निंग एल्गोरिथ्म आता है कि हम अपने डिपेंडेंसी ग्राफ से एज का वेट कैसे पाते हैं और यही हम अगले लेक्चर में देखेंगे